हम दक्षता और वोल्टेज रेगुलेशन पर चर्चा कर रहे थे हमने एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त निकाली यह अनिवार्य रूप से हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर के बीच अंतर करने की अनुमति देता है बस पावर ट्रांसफार्मर को फिर से दोहराने के लिए 100 प्रतिशत लोड स्थिति या रेटेड पर अधिकतम दक्षता है उस स्थिति के तहत लोड की स्थिति हमारे पास मूल रूप से सतत लॉस के बराबर कॉपर लॉस होगी जिसका मतलब है कि सतत लॉस अगर हम कहते हैं कि 100 वाट है तो वही 100 वाट कॉपर लॉस की स्थिति के तहत पूर्ण लोड के तहत लॉस होने वाला है जब ट्रांसफॉर्मर में रेटेड करंट प्रवाहित हो रही है तो यह एक पावर ट्रांसफार्मर या एक ट्रांसफार्मर की विशेषता है जो पावर स्टेशन में एक जनरेटर से जुड़ा हुआ है जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सामान्य रूप से अधिकतम दक्षता होती है जो कि दिन के अधिकतम हिस्से के लिए या किसी विशेष 24 घंटे की अवधि के लिए प्रचलित भार है जो भी लोड की अधिकतम मात्रा के लिए मौजूद है उसी के अनुसार अधिक मात्रा में मौजूद है एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चुनें जिसमें उस विशेष लोड स्थिति के अनुरूप अधिकतम दक्षता होगी हम ट्रांसफार्मर के लिए संभवतः एक समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं ऑटो ट्रांसफार्मर पर चर्चा करने के बाद करुँगी इसलिए हम जिस अगले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह ऑटो ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर और सामान्य द्वी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बीच मुख्य अंतर क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर वास्तव में एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है इसलिए तो मुझे इस ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग नहीं मिलेंगी यह एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा जो वास्तव में एक परिवर्ती रेजिस्टेंस के समान है लेकिन यह एक गैर लॉसरहित परिवर्ती रेजिस्टेंस रिओस्टेट या वोल्टता विभाजक है तो यह वास्तव में एक वोल्टता विभाजक के समान है लेकिन यह कोई लॉस नहीं है इसका मतलब है कि इस विशेष उपकरण में कोई रेजिस्टेंस लॉस नहीं है तो वास्तव में क्या देख रहे थे शायद वोल्टेज को ऊपर या नीचे ले जाने या एक आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए जो इनपुट वोल्टेज से थोड़ा अलग है अधिकांश समय हम जो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं यदि मैं 220 V लागू कर रही हूँ तो मुझे 230V के रूप में एक वोल्टेज की आवश्यकता हो सकती है या मुझे आउटपुट पर 200V के रूप में वोल्टेज की आवश्यकता हो सकती है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट के बहुत करीब हूं लेकिन मुझे वास्तव में जॉकी को ठीक तरह से समायोजित करना होगा तो हम कहते हैं कि यह मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर है जो एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और हम कहते हैं कि मैं यहां 220 V प्रत्यावर्ती सिंगल फेज लागू कर रही हूँ मैं जो चाहती हूँ वह शायद 210 V है तो मैं प्राइमरीसाइड पर केवल कुछ टर्नछोड़ सकता हूं सेकेंडरी कि तरह प्राइमरी कि तरह कि तुलना में टर्नकाम होंगे इसलिए यदि मैं इस पूर्ण संख्या को N1 कह सकता हूं और मुझे N2 फेरो कि संख्या N2 मिलेगी इसलिए मुझे जो आउटपुट मिलता है वह 220 V से कम होगा 220 V से थोड़ा कम होगा इसलिए मैं आउटपुट वोल्टेज को 220 वोल्ट के करीब कहीं भी समायोजित कर पाऊँगी यह ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक है यह वोल्टेज विभाजक की तरह काम करता है ज्यादातर समय अगर मैं देखने की कोशिश करती हूं तो यह लगभग 1 के करीब होगा ज्यादातर समय यही तरीका होगा अगर मैं यह देखने की कोशिश करूं कि क्या है यह लगभग 1 के करीब होगा सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जगह द्वी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जगह जिसका 11 फेरो के अनुपात हो मैं सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करुँगी मुख्य लाभ कॉपर की मात्रा का उपयोग बहुत कम है अगर में दो वाइंडिंग का उपयोग कर रही होती तो तो ज़ाहिर है कॉपर की ज्यादा मात्रा का किसी भी एक वाइंडिंग में ज्यादा उपयोग होता जबकि यहां एक सिंगल वाइंडिंग जिसका मैं उपयोग कर रही हूँ जाहिर है कि मैं यदि दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग करती उसके अपेक्षा यहाँ मैंने काम कॉपर का उपयोग किया है इसलिए प्रमुख लाभ कॉपर की बचत है और अगर मैं कॉपर की बचत कर रही हूँ तो जाहिर है कि अगर मैं प्राइमरीवाइंडिंग के रेजिस्टेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को देख रही हूँ तो द्वी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लॉस ऑटो ट्रांसफार्मर की तुलना में दुगनी होगी इसलिए मैं कहूँगी की स्टेप अप करने का उपाय बड़ी आसानी से कर लिया गया है और फायदे हैं अगर मैं इसे देखने की कोशिश करती हूँ तो हम कम कॉपर का उपयोग कह सकते हैं और दूसरी चीज कम लॉस है यह स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों हो सकते हैं यदि मैं यहाँ तक वोल्टेज लगा रही हूँ और यदि मैं यहाँ से वोल्टेज लेने की कोशिश कर लगा रही हूँ तो यह स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकता है तो यह स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकता है कि कितने वोल्टेज पर मैं वास्तव में वोल्टेज लगा लगा रही हूँ और इसमें से क्या मैं आउटपुट में इनपुट के समान संख्या या अधिक संख्या में टर्न या टर्न या उससे कम संख्या ले रही हूँ या नहीं तो यह यह स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकता है या केवल ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 हो सकता है या तो विकल्पों में से किसी भी एक को चुना जा सकता है हमने लाभ तो पहले ही बता दिए हैं निश्चित ही ये हांनियाँ होंगी अन्यथा हम द्वी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य नुकसान पृथक होना नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई अलगाव नहीं है मैं अनिवार्य रूप से जा रहा हूं विद्युत रूप से दोनों जुड़े हुए हैं या मैं कहूंगा कि और अगर में इसे ग्राउंड कहती हूँ तो ग्राउंड दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी की तरफ सामान है यह हर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए सत्य है यह एक इंडक्शन के रूप में अच्छा है इसलिए मुझे संभवतः यहां दो लाइनें दिखानी चाहिए इसलिए यह एक सिंगल कोर है जिस पर एक सिंगल वाइंडिंग है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो लीकेज वास्तव में होगा वास्तव में सीमित है और वास्तव में लीकेज का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि जो भी लिंक प्राइमरी को सेकेंडरी से जोड़ता है क्यूंकि एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करेगी आपको अनिवार्य रूप से इस तरह का कोर मिलेगा यहां तक कि जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा कि हम प्राइमरी वाइंडिंग को एक तरफ और सेकेंडरी को दूसरी तरफ नहीं वाइंड करेंगे बल्कि सबको को एक साथ वाइंड करेंगे और ये दोनों आपस मैं जुड़े हुए होंगे तो चुंबकीय सर्किट काफी हद तक पूरा है क्योंकि कोर समग्रता में है यदि आप इसे देखते हैं तो यह एक बंद कोर है तो आप अनिवार्य रूप से इस तरह से गुजरने वाली पूरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के माध्यम से जा रहे हैं इसके माध्यम से यह बस कोर के माध्यम से इस तरह से गुजरना होगा इसलिए मैं यहां एक कोर प्रकार को देख रहा हूं कोर प्रकार के निर्माण में मुझे दोनों लंबाई पर एक ही वाइंडिंग क्षति होने वाली है और वे श्रृंखला में जुड़े होंगे क्योंकि वे श्रृंखला में बहुत स्पष्ट रूप से टर्नटर्न के सापेक्ष वॉल्ट्ज आपस में जुड़ जायेंगे यह श्रृंखला जोड़ है संपूर्ण वोलटेज का मान फेरों के सापेक्ष वॉल्ट्ज के मानों का योगफल होगा इसलिए आइसोलेशन कोई बड़ी समस्या नही है लेकिन बड़ी समस्या यह है की यदि मेरे पास दो वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है जो 220220 है मान लें कि मैं दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेती हूँ जो 220 V है और यह 220 V भी है मैं इन दोनों को श्रृंखला में जोड़ सकती हूँ और इसे ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह बना सकती हूँ जिससे मुझे 440 V का आउटपुट मिलता है मैं केवल 220V को ही लागू कर सकती हूँ लेकिन मैं दो वाइंडिंग्स को श्रृंखला जोड़ के साथ जोड़ सकती हूँ फिर मुझे 440V आउटपुट के रूप में मिल जाएगा शायद मुझे किसी विशेष उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता है अब यह इस तरह दो ट्रांसफार्मर से जोड़ने करने के रूप में अच्छा है इसलिए यह 220 V है यह एक और 220 V है मैं यहां आपूर्ति लागू कर रही हूँ और मैं यहां आउटपुट ले रही हूँ यह वही है जो समतुल्य है अब अगर मैं कहती हूँ कि यह मेरा ग्राउंड पॉइंट है तो इस बिंदु पर क्षमता 440 V होगी जब मैं ट्रांसफार्मर डिजाइन करती हूँ तो मुझे अनुमान हो सकता है कि मैं अधिकतम 220 V को लागू करने जा रही हूँ इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहे मैं प्राइमरी या सेकेंडरी को देखूं दोनों को केवल 220 V के लिए रेट किया गया होगा या ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज का उच्चतम मान है लेकिन इस विशेष मामले में क्या हो रहा है इस बिंदु पर वोल्टेज 440 V पर होता है इसलिए यदि मैं इसे बहुत लंबे समय तक उपयोग करना जारी रखती हूँ तो इन्सुलेशन उखड़ सकता है क्योंकि इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है वह वोल्टेज है जिसे वह निरंतर आधार पर सामना कर रहा है इसलिए मुझे आवश्यक रूप से माध्यमिक डिजाइन करना होगा यदि मुझे संभवतः पता है कि मैं इसे एक ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में उपयोग करने जा रही हूँ तो मुझे माध्यमिक के इन्सुलेशन को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि यह मूल रूप से 440 वV का सामना करने में सक्षम हो हालांकि मूल रूप से जब मैंने ट्रांसफार्मर बनाया तो मैं सोच रही थी कि यह 220 V होने वाला है इसलिए जब तक मैं वाइंडिंग के इन्सुलेशन को मजबूत नहीं करती हूँ जो वास्तव में श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और ग्राउंड से दूर है कृपया ध्यान दें कि यह ग्राउंड से दूर है इसलिए अगर मैं श्रृंखला में दो वाइंडिंग को जोड़ रही हूँ और एक वाइंडिंग ग्राउंड से दूर है तो यह निश्चित रूप से उच्च वोल्टेज का खामियाजा उठाने वाला है इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि इन्सुलेशन मजबूत हो तो मुझे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि दूसरी समस्या जिसका मुझे सामना करना पड़ सकता है इन्सुलेशन टूटना हो सकता है इसलिए मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर में संभावित समस्या के रूप में इन्सुलेशन टूटना हो सकता है अगर मैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को जोड़ने की कोशिश कर रही हूं आइए हम इसे देखने की कोशिश करें यही जो मैं आगे बताने वाली हूँ इसलिए आइए हम संभवतः एक ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन के एक सरल उदाहरण को देखें और देखें कि मुझे किस तरह का kVA रेटिंग मिलने वाला है किस तरह की दक्षता मुझे मिलने वाली है और इस विशेष मामले में मुझे किस तरह का नुकसान हो रहा है अब मैं एक उच्च रेटिंग के ट्रांसफार्मर को संज्ञान में ले रही हूँ जो 22 kVA का ट्रांसफार्मर है मैं एक ऐसा ट्रांसफार्मर ले रही हूँ जो कि ट्रांसफॉर्मर है यह एक दो वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है लेकिन यह एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रूप में जुड़ा होता है अब मैं इन् दो वॉल्ट्ज को जोड़ती हूँ तो मुझे 22 kV आपूर्ति या साधन से मिलता है इसलिए मैं इस ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ बल्कि दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मैं इस वोल्टेज को चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में कनेक्ट करने का प्रयास कर रही हूँ अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह है कि किसी भी वाइंडिंग या किसी भी दो वाइंडिंग को ओवरलोड किए बिना है अधिकतम केवीए क्या है जो आउटपुट पर प्राप्त किया जा सकता है और एक और बात हो सकती है हमें यह निर्दिष्ट करना होगा कि अधिकतम kVA आउटपुट के दौरान शाखाओं में से प्रत्येक में प्रवाह कितना चालू है कनेक्शन डायग्राम और तैयार की गई धाराओं को निर्दिष्ट करें यह दूसरी बात है कनेक्शन डायग्राम और तैयार की गई धाराओं को निर्दिष्ट करें तो हम इस पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे काम करता है उम्मीद है कि यह kVA रेटिंग के बारे में अवधारणा को स्पष्ट करेगा तो शुरू करने के लिए मैं एक तरफ 2200 V कर रही हूँ और दूसरी तरफ यह 220 V है अब अगर मैं पूर्ण लोड को जोड़ रही हूँ तो kVA रेटिंग के अनुसार इसकी करंट 10 A होगा और यह होगा 100 A की एक करंट जो यह कह रही है इसलिए मुझे उन धाराओं को भी निर्दिष्ट करने दें इसलिए यह 10 A होने जा रहा है और अगर मैं यहां लोड जोड़ती हूँ जो भी लोड का मान है और मैं निश्चित रूप से गणना कर सकती हूँ यह 100 A होने जा रहा है और मान लें कि शायद यह टर्न है और यह टर्न है अब जो पूछा जा रहा है मुझे उनमें से दो को श्रृंखला में जोड़ना है यह V वाइंडिंग है और यह V वाइंडिंग है मैं यहां V लगा रही हूँ इसलिए यह kV है और मुझे यहां क्या मिल रहा है kV और मैं किसी भी वाइंडिंग को अधिभार नहीं दे सकती इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए पता है कि यह विशेष वाइंडिंग जो V वाइंडिंग है ओवरलोड किए बिना A के करंट को ले जा सकता है इसलिए मुझे लगता है कि यह A तक ले जा सकता है मुझे यह देखना होगा कि मैं पूरी बात कैसे करने जा रही हूँ इसलिए यदि यह A को ले जा रहा है तो यह अनिवार्य रूप से किरचॉफ के करंट नियम का पालन करेगा इसलिए मेरे पास A होगा तो यह पुनः A वापस आ जाएगा किरचॉफ Kirchoff's के करंट नियम और KCL दिखा रहा है मुझे लोड के सापेक्ष में जो मिल रहा है वह KV है मेरे द्वारा दिखाया गया अंडर करंट का मान A है इसलिए कुल kVA कितना है यह है इसलिए मुझे kVA रेटिंग मिलने जा रहा है जो मूल रूप सेkVA का था अब जो मुझे वह kVA मिल रहा है यह इतना बड़ा मान है जो मुझे मिल रहा है यह इसलिए है क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी तक की फेरों का अनुपात हो गया है इसलिए वोल्टेज सेकेंडरी की तरफ बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि प्राइमरीऔर सेकेंडरी वोल्टेज मैंने जोड़ा है मैंने वोल्टेज को अभिव्यक्त किया है और मैं मान रही हूँ कि लोड पूरी चीज को प्राप्त करने वाला है और आखिरकार मैं सेकेंडरी को अधिभार नहीं दे रही हूँ तो सेकेंडरी करंट के A की आपूर्ति करने में सक्षम है वही करंट लेकिन वोल्टेज 11 गुना हो गया है जो कि मूल वोल्टेज था जो ट्रांसफार्मर को ले जाना था अब अगर यह A है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए कि प्राइमरी A से ज्यादा करंट को प्रवाहित करे यह 10 A से अधिक नहीं ले जा सकता है तो हम कहते हैं कि यह A को ले जा रहा है आइए हम एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं इसलिए यहाँ कुल करंट का मान A होने जा रहा है इसलिए स्पष्ट रूप से यह भी A होगा स्रोत सेA आपूर्ति करने के बजाय अब मैंने स्रोत से A प्राप्त करना समाप्त कर दिया है क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि आउटपुट kVA है यह कहीं से भी बाहर नहीं आ सकता है इसे केवल स्रोत से आना होगा और कुछ नहीं इसलिए मुझे आउटपुट क kVA रेटिंग मिली है मुझे पता है कि इनपुट वोल्टेज मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए कि जितना इनपुट है जिसकी मुझे आपूर्ति करनी है इनपुट kVA को आउटपुट kVA के बराबर होना चाहिए जो कुछ भी हो केवल कॉपर लॉस और सतत लॉस को छोड़कर इसलिए इनपुट kVA और आउटपुट kVA एक दूसरे के बराबर होना चाहिए आउटपुटkVA मैंने पहले डिजाइन किया है मैंने पहले प्राप्त किया है तो इनपुट kVA को इसके जैसा ही होना चाहिए इसलिए मुझे इनपुट करंट कहना चाहिए यदि मुझे प्राप्त करना है तो इनपुट करंट को वास्तव में इनपुट वोल्टेज द्वारा विभाजित आउटपुट kVA जो होना चाहिए क्योंकि मैं इनपुट केवीए को आउटपुट kVA के बराबर मान रही हूँ तो आउटपुट kVA है स्वतः रूप से मुझे वह दे देगा जो इनपुट करंट होना चाहिए था अगर मैं इसे अपने आउटपुट kVA के रूप में चाहती हूं जो इनपुट kVA के समान है तो यह मुझे सीधे A देता है मैं स्रोत से आपूर्ति कर रहा हूं आपको ध्यान में रखते हुए प्राइमरीवाइंडिंग अभी भी केवल संभाल रही है इससे ज्यादा कुछ नहीं तो यह केवल kVA को संभाल रहा है इसी तरह आउटपुट वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग फिर से केवल हैंडल कर रहा है इसलिए व्यक्तिगत रूप से यदि आप इनपुट और आउटपुट वाइंडिंग्स को देखते हैं तो दोनों केवल kVA प्रत्येक को संभाल रहे हैं इसलिए हम उन्हें ओवरलोड नहीं कर रहे हैं केवल एक चीज निश्चित रूप से है कि आप कैसे kVA में इतनी अधिक वृद्धि कर रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक साथ संवाहित हैं यह अब एक वोल्टेज विभाजक के रूप में काम कर रहा है इसलिए आपने जो किया है वह अनिवार्य रूप से दो वोल्टेज जोड़ा गया है इसलिए आपने उन्हें श्रृंखलाi में जोड़ा है इसलिए यदि आप विद्युत मैग्नेटाज़िंग प्रेरण को देखते हैं जो अभी भी केवल kVA के लिए लंबित है लेकिन यदि आप वास्तव में देखते हैं प्रवाहकीय युग्मन के संदर्भ में हो रहा है एक विद्युत मैग्नेटाज़िंग प्रेरण युग्मन है दूसरा चुंबकीय युग्मन है दूसरा चालकता है कि वे कैसे जुड़े हुए हैं वे इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आप अनिवार्य रूप से V को देख रहे हैं जैसे यह V के शीर्ष पर रखा गया है इसलिए एक साथ लोड की आपूर्ति कर रहा है और साथ में यह आपको मूल रूप से V A पर दे रहा है इसलिए मैं निश्चित रूप से एक बहुत बड़े कारक द्वारा क्षमता को गुणा नहीं कर पाऊँगी अगर ऑटो ट्रांसफार्मर के मामले में मेरे पास दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी फेरों का अनुपात बड़ा है तो संदेह नहीं है लेकिन अगर मैंने इस वाइंडिंग को केवल V के लिए डिज़ाइन किया था तो यह kV सहन नहीं कर पायेगा पूरी तरह से इन्सुलेशन कुछ ही समय में टूट जाएगा क्योंकि हम उसे KV से अधिक मान देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यह देखने जा रहे हैं कि विशेष रूप से वाइंडिंग का शीर्ष भाग तुरंत टूट जाएगा जब मैं थोड़ा वोल्टेज समायोजित करती हूं तो ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन अत्यंत उपयोगी हैं यदि मैं इसे कुछ इस तरह से जोड़ने की कोशिश करती हूँ तो मैं ट्रांसफार्मर को खराब करने जा रही हूँ यह सैद्धांतिक है यह केवल V के लिए डिजाइन था लेकिन यह अब मेरा ग्राउंड है यहां कहीं ग्राउंड है इसलिए ग्राउंड के सापेक्ष में अगर मैं यहां वोल्टेज देखूं जो कि KV KV से अधिक है तो मैं वास्तव में अपने इन्सुलेशन को डिजाइन करती हूं मैं इसे केवल V के लिए डिजाइन करुँगी लेकिन अब मैं KV लगा रही हूँ इसलिए यह हो सकता है इसे तब तक झेलने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि मैंने इन्सुलेशन को मजबूत या प्रबलित नहीं किया यह जानते हुए कि मैं इसे इस तरह उपयोग करने जा रही हूँ तो इसके परिणामस्वरूप टूटना होगा अब हाँ दो वाइंडिंग्स के बीच यानी वाइंडिंग के दो छोर हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि समग्र रूप से यह किस तनाव का सामना कर रहा है इसे उस पर देखना होगा जो समग्र तनाव का सामना कर रहा है वह है आसपास की हवा के संबंध में वोल्टेज या जो कुछ भी है आस पास की हवा है आप इसके बारे में कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं इसलिए उन सभी के आसपास अनिवार्य रूप से ग्राउंड वोल्टेज की क्षमता पर काम करते हैं शायद ही कोई वोल्टेज है इसलिए आप देखेंगे कि इन्सुलेशन इतना बड़ा वोल्टेज तनाव झेलने में सक्षम नहीं है प्रोफेसर स्रोत से प्रोफेसर देखिए हम आम तौर पर पावर ग्रिड को एक महासागर के रूप में देख रहे हैं आम तौर पर हम कहते हैं कि हमारा पावर ग्रिड एक महासागर है यही कारण है कि यदि आप केवल 1 MW या 2 MW पैदा कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि आप महासागर में एक बूंद डाल रहे हैं यही कारण है कि हम आम तौर पर शक्ति स्रोत को आमतौर पर अनंत बस के रूप में कहते हैं हम आम तौर पर इसे अनंत बस एक बस बार या जंक्शन बिंदु के रूप में कहते हैं जंक्शन बिंदु से आप शायद इतने सारे लोड कनेक्शन प्राप्त करते हैं तो हम इसे अनंत बस के रूप में कहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि इसकी क्षमता असीम रूप से बड़ी है जो वास्तव में स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन 210 GW की तुलना में जो हमारे ग्रिड की कुल उत्पादन क्षमता है 1 MW एक बूंद से कम है इसलिए यह वास्तव में एक महासागर है इसलिए आप आमतौर पर सोचते हैं कि यह निश्चित रूप से हमारी प्रयोगशाला के संबंध में नहीं है और जब हम अपनी प्रयोगशाला को डिजाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें सामान्य क्षमता की आवश्यकता होती है शायद 30 A 50 A शायद अगर मेरे पास 20 टेबल हैं हमारी इलेक्ट्रिकल मशीनों की प्रयोगशाला में हम कहते हैं कि हर विशेष तालिका के लिए 3 या 4 5 A प्लग पॉइंट की आवश्यकता होती है इसलिए हम 20 30 A इसलिए 20x30 इसलिए हम कहते हैं कि यह A मान वही है जो इस प्रयोगशाला में आवश्यक है यह अनंत नहीं है लेकिन हम आम तौर पर सोचते हैं कि जब हम किसी स्रोत के बारे में बात करते हैं तो हम आम तौर पर पावर ग्रिड पावर ग्रिड से स्रोत के बारे में बात करते हैं जिसमें असीम क्षमता होती है तो निहित धारणा है kV स्रोत A को बिना लक्ष्य के आपूर्ति कर पाएगा यदि निश्चित रूप से यह केवल A के लिए रेट किया गया है यदि मैं को लेने का प्रयास करती हूँ तो सब जल जायेगा इसमें कोई संदेह कि बात नहीं है इसलिए हम आम तौर पर अनंत बस की धारणा के साथ चलते हैं अब यदि यह kVA है और अगर हम इसे ट्रांसफार्मर की लॉस कहते हैं तो अगर मैं लिखती हूँ कि शायद W था और W हो सकता है उदाहरण के लिए तो अगर में बना सोचे समझे उसी मान को वापस उपयोग करती हूँ मैं निश्चित रूप से रेटेड kVA के तहत यूनिटी पावर फैक्टर लोड की स्थिति में दक्षता की गणना कर सकती हूँ तब यह दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रूप में काम कर रही है यह अनिवार्य रूप से होगा यह कुल दक्षता होगी जो मुझे दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कनेक्शन के लिए मिलेगी जब मैं एक ही चीज को ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन के रूप में देख रही हूँ तो नुकसान नहीं बदलेगा हम अभी भी प्राइमरीके लिए W को लागू कर रहे हैं और मेरे पास केवल Hz है इसलिए स्थापित प्रवाह समान है और मैं अभी भी माध्यमिक से केवल A और वर्तमान में A ले रही हूँ जो मैं प्राइमरीको आपूर्ति कर रही हूँ इसलिए कॉपर लॉस में बदलाव नहीं होगा लेकिन आउटपुट पावर एक फैक्टर से गुणा किया गया है जिसके कारण मैं अनिवार्य रूप से यह देखने जा रही हूँ कि अगर मैं दक्षता की गणना करती हूँ तो यह होगा जो भी हो जाहिर है यूनिटी पावर फैक्टर में दक्षता काफी बेहतर होगी इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि हम कहते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बहुत कम नुकसान हैं बहुत बेहतर दक्षता है इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं जब मैंने इन्सुलेशन को काफी हद तक मजबूत किया है अगर मैंने ऐसा नहीं किया है कि ट्रांसफार्मर जल जायेगा तो यह होगा आपके लिए ट्रांसफार्मर का सामना करना दोनों वोल्टेजों का योग जो संभव नहीं होगा के लिए बहुत मुश्किल है इसलिए सारांशतः ऑटो ट्रांसफार्मर अच्छे हैं खासकर जब मैं कुल वोल्टेज के एक छोटे से अंश द्वारा वोल्टेज को विनियमित करना चाहती हूं जो मैं आवेदन कर रही हूँ आमतौर पर इसका उपयोग प्रयोगशाला स्थितियों में ट्रांसफार्मर पर परीक्षण करने के लिए किया जाता है जो आपने किया था ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप लोगों ने किया था और मैंने आपको यह भी दिखाया कि फ्रंट एंड में आप हमेशा एक ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं तो आम तौर पर ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो आप करने जा रहे हैं उसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर है और यहाँ से आप कनेक्ट करने जा रहे हैं हो सकता है कि एक एमीटर एक वोल्टमीटर एक वाटमीटर और फिर यह ट्रांसफार्मर पर जाएगा परीक्षण के तहत यह कैसे होने जा रहा है अगर यह ओपन सर्किट टेस्ट है तो आप इसे खुला छोड़ देंगे यदि यह शॉर्ट सर्किट टेस्ट है तो आप अनिवार्य रूप से दो टर्मिनल और शॉर्ट सर्किट कनेक्ट करने जा रहे हैं मूल रूप से तो यह ऑटो ट्रांसफार्मर या वैरिएक है इसका एक अन्य नाम वैरिएक या ऑटो ट्रांसफार्मर भी है और किसी कारण से उद्योग के लोग हमेशा डिमर स्टेट कहते हैं इसलिए शायद इसलिए कि वोल्टेज को कम किया जा सकता है और लैंप की तीव्रता कम हो सकती है मंद हो सकती है तो शायद वे डिमर शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसे डिमर स्टेट भी कहा जाता है और यहां मैं V सिंगल फेज Hz AC लगाने जा रही हूँ इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रमुख अनुप्रयोगों में एक हैं वोल्टेज रेगुलेशन इसलिए मैं विशेष मान पर विनियमित करने में सक्षम हूँ लेकिन शायद कुछ अतिरिक्त फेरों को जोड़ने से या कम करने से जो भी हो मुझे वोल्टेज को विनियमित करने में सक्षम होना चाहिए दूसरी बात यह है कि प्रयोगशालाओं प्रयोगशाला वातावरण में परीक्षण या परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है तीसरा आम तौर पर तीन चरण ऑटो ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो आमतौर पर इंडक्शन मोटर्स को शुरू करने के लिए उपयोग किए जाते हैं इससे हम दोबारा देखेंगे जब हम इंडक्शन मोटर्स पर चर्चा करेंगे तो इनका उपयोग तीन चरण इंडक्शन मोटर्स को शुरू करने के लिए किया जाता है तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ अनुप्रयोग हैं मैं चाहूंगी कि आप इसमें थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करें ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर की कितनी बचत होगी इसी तरह की रेटिंग के दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में यह आप लोग खुद अध्ययन करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की बचत कितनी होती है समान रेटिंग के दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में इसलिए दो वाइंडिंग का उपयोग करने के बजाय मैं एक ही वाइंडिंग का उपयोग करने जा रही हूँ इसलिए जब दोनों मामलों में हमारी तुलनात्मक रेटिंग होगी तो तांबे की बचत कितनी होगी छात्र ऑटोट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में करंट की दिशा कैसे निर्धारित करें प्रोफेसर आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस दिशा में A कैसे है या नहीं यह सवाल था तो आप करंट की दिशा कैसे प्राप्त करते हैं A कि यह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है यह कैसे पता करते हैं मूल रूप से हमारे पास kVA की गणना थी एक बार जब आप आउटपुट पर kVA की गणना करते हैं तो जो वोल्टेज दिया जाता है उससे इनपुट करंट क्या होता है आपके पास यहां वोल्टेज है इसलिए क्योंकि आपके पास वोल्टेज से वोल्टेज है आपको प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए यदि आप अनुमान लगा रहे हैं तो वर्तमान में जो मुझे मिल रहा है वह A है अगर यह A है और यदि A इस दिशा में जा रहा है तो स्पष्ट रूप से A को नीचे की ओर आना होगा तो यह एक तरीका है आप आम तौर पर दिशा निर्धारित करते हैं ठीक है अब एक समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे तो मुझे अपनी तो में अपने प्रिय रेटिंग लेने दें छात्र यह कैसे जाना जा सकता है कि प्राथमिक और सेकेंडरी s धनात्मक या ऋणात्मक है प्रोफ़ेसर देखिये मैंने जो समस्या बताई है उसमें यह स्पष्ट है कि हम V से V प्राप्त करना चाहते हैं यह तभी हो सकता है जब मैं दोनों वोल्टेज जोड़ दूं इसलिए यह श्रृंखला जोड़ कनेक्शन है आप भी कर सकते हैं आप कुछ V हो सकता था मैं केवल V या उससे कम प्राप्त करना चाहता हूं जो भी मामले में आप इसे केवल यहां से ले सकते हैं क्या अगर आपके पास टैब नहीं है तो आप इसे केवल इस तरह से ले सकते हैं जिसमें इस मामले में हमें यह मिल गया है अगर मैं कहूं कि यह माइनस है तो यह प्लस है यह माइनस है यह प्लस है इसलिए वे सभी श्रृंखला में जोड़ रहे हैं यह सब AC मैं तत्क्षण के बारे में बात कर रही हूँ इसलिए वे श्रृंखला जोड़ में आ रहे हैं अगर मैं से कम मान चाहती थी तो मैं वास्तव में कह सकती थी उदाहरण के लिए दूसरी वाइंडिंग V मान की है जिसमें तो मैं इसे इस तरह से कनेक्ट कर सकती थी अगर वास्तव में प्लस है और यह माइनस है क्योंकि मेरे पास स्पष्ट रूप से चिह्नित ट्रांसफार्मर की ध्रुवीयता होगी या मुझे यह चिन्हित करना होगा कि हमें पोलरिटी टेस्ट में छोड़ दिया जाए मैं आपको यह भी बता दूं कि ध्रुवता परीक्षण मुझे आपको पोलरिटीटी टेस्ट के विषय में समझने की कोशिश करने दें तो मान लें कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है मैं यहां लगा रही हूँ जब मैं वोल्टमीटर कनेक्ट करती हूँ तो मैं मापती हूँ कि जो वोल्टेज 1 मैं लगा रही हूँ वह क्या है और अगर मैं यहां एक वोल्टमीटर कनेक्ट करने का प्रयास करती हूँ तो मुझे सीधे मिल जाएगा हम कहते हैं अब मैं इन दोनों को श्रृंखला में जोड़ती हूँ मैंने उन्हें एक साथ जोड़ा है दो टर्मिनलों को मैंने एक साथ जोड़ा है और अगर मैं इन दो बिंदुओं के बीच A और B के बीच वोल्टेज मापता हूं अगर मुझे समग्र वोल्टेज के रूप में मिलता है इसका मतलब है कि मैंने उन्हें श्रृंखला जोड़ के साथ जोड़ा है अगर मुझे या जो भी अधिक है इसका मतलब है कि मैंने उन्हें श्रृंखला विपक्ष में जोड़ा है मैं दो साइनसोइड्स को जोड़ रही हूं दो साइनसोइड के साथ जोड़ सकते हैं या वे विपरीत हो सकते हैं इसलिए क्या मैं उन्हें श्रृंखला जोड़ या श्रृंखला घटाव में जोड़ रही हूं जब मैं इन दो टर्मिनलों को एक साथ जोड़ने के बाद वोल्टेज को मापता हूं तो मुझे यह कहने दें शायद है और यह है मैंने और को एक साथ जोड़ा है और अगर मुझे वोल्टेज मिल रहा है तो मुझे पता है कि और जब मैं एक साथ जोड़ती हूँ तो वे श्रृंखला में जुड़े हैं और अगर मुझे पिछली समस्या में V चाहिए था तो हमने चर्चा की मुझे और को एक साथ जोड़ना चाहिए था तब मुझेV मिलेगा इसके बजाय अगर मुझे चाहिए था तो मुझे औरको एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए मुझे और को एक साथ जोड़ना चाहिए और मुझेसे वोल्टेज लेना चाहिए तो मेरे पास इसका एक श्रृंखला विरोध होगा जो वास्तव में मुझे देगा मैंने आपको ऐसा नहीं दिया जो श्रृंखला जोड़ और श्रृंखला घटाव हो सकता है इससे कम से कम श्रृंखला घटाव का भाग मिलेगा इसलिए मैं ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन द्वारा या अकेले प्राप्त करने में सक्षम होउंगी या मैं या प्राप्त करने में सक्षम होउंगी इसलिए मैं ऑटो ट्रांसफ़ॉर्मर कनेक्शन प्राप्त करके उन सभी को प्राप्त कर सकूंगी छात्र दो पवन ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में कैसे जोड़ा जाए प्रोफेसर देखिये यदि एक दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में जुड़ा हुआ है तो जिसे हम यह बता रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि अगर ये दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है मेरे पास चार टर्मिनल हैं जिन दो टर्मिनलों को मैं एक साथ जोड़ना चाहती हूँ वही हम बात कर रहे थे दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में परिवर्तित किया जा रहा है जब मैं करती हूँ तो किन दो टर्मिनल को जोड़ना पड़ेगा अगर मुझे श्रृंखला जोड़नी है तो किन दो टर्मिनल को जोड़ना पड़ेगा यदि मुझे श्रृंखला विरोध चाहिए इसलिए अंत में जब मैं दो टर्मिनलों को एक साथ जोड़ती हूँ तो तो मेरे पास केवल दो टर्मिनल हैं केवल और बाहर आ रहे हैं या मेरे पासऔर अंत में आने वाले हैं मेरे पास इससे अधिक नहीं होगा यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर में मुझे यह बताना चाहिए कि शायद यह V है शायद यह V है मुझे इसे V के रूप में लेना है जब मैं और के बीच वोल्टेज को मापती हूँ तो यह V था जबकि वोल्टेज के बीच और एक ही क्षण पर मैं उसी क्षण के बारे में बात कर रहा हूं अगर मैं माप रही हूँ तो मैं इसे V के रूप में प्राप्त कर रही हूँ अब अगर मैं इसे जोड़ती हूँ तो यह है और के साथ मैं और को कनेक्ट करने जा रही हूँ इसलिए हो सकता है कि मैं यहां वोल्टेज कोV के रूप में लागू कर रही हूँ और अगर मैं यहां वोल्टेज को देखने की कोशिश करती हूँ तो यह V एक साथ होगा यह श्रृंखला जोड़ है यह जोड़ा गया है क्योंकि मैं दिखा रही हूँ किऔर सीधे एक ही हैं तरह तरह की ध्रुवता और जब मैं उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे कुल श्रृंखला जोड़नी पड़ रही है इसलिए जब मैं वास्तव में माप रहा हूं तो मुझे V मिल रहा है अगर मुझे V चाहिए था प्रोफेसर तत्क्षण में लेकिन बाद में एक ऋणात्मक आधे चक्र के दौरान आपको वही उलटी होगी प्रोफेसर देखें एक उच्च वोल्टेज पर है कि इसलिए अगर मैं इन्हें प्लस कहती हूँ तो यह माइनस है मुझे इन्हें माइनस के रूप में भी कॉल करना चाहिए और यह प्लस है केवल तभी जब मैं प्लस को माइनस से जोड़ती हूँ मेरे पास माइनस से प्लस है मैं मूल रूप से श्रृंखला जोड़ रही हूँ देखिए मैं अनिवार्य रूप से इसे माइनस के रूप में देख रही हूँ यह प्लस के रूप में और यह माइनस के रूप में और यह प्लस के रूप में इसलिए अगर मैं इसे देख रही हूँ तो यह वास्तव में मैं इसे शुरू कर रही हूँ यह माइनस के रूप में यह प्लस और इस प्लस के रूप में और यह शून्य के रूप में जब तक कि मैं इस दो को एक साथ नहीं जोड़ देती हूं वे जुड़े नहीं होंगे प्लस और माइनस हैं विपरीत ध्रुवीयता को एक साथ जोड़ना होगा तभी वे श्रृंखला जोड़ में होंगे अगर मैं एक ही ध्रुवता को एक साथ जोड़ता हूं तो यह श्रृंखला घटाव होगा आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे यह लगता है यदि आपके पास दो बैटरी हैं अगर मेरे पास प्लस माइनस और प्लस माइनस हैं अगर मैं इसे इस तरह से जोड़ती हूँ तो यह श्रृंखला जोड़ है क्या आपने टर्मिनलों को अलग तरीके से चिह्नित किया है हो सकता है कि मुझे कहना चाहिए कि यह प्लस और माइनस एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने आपको अलग तरह से दिखाया है कि समस्या है मुझे बस यह एहसास हुआ इसलिए इसे मिटाना होगा और मुझे आपको दिखाना होगा जैसे कि यह जुड़ा हुआ है पूरी वाइंडिंग चली गयी है इसलिए यह पूरी वाइंडिंग चली गयी है इसलिए मुझे इसे दिखाना चाहिए जैसे कि यह यहां से जुड़ा है यह वह जगह है जहां समस्या अब है अगर मुझे श्रृंखला घटाव चाहिए जो मुझे करना चाहिए था मुझे इसे यहां और रखना चाहिए मुझे इसे यहाँ रखना चाहिए जो कि एक श्रृंखला विरोध हो सकता है इसलिए श्रृंखला जोड़ और श्रृंखला विरोध मेरे पास सिर्फ उलटा है इसलिए प्रिय रेटिंग लेने जा रही हूँ जो कि kVA kVA है ट्रांसफार्मर अब मुझे शायद एक ओपन सर्किट टेस्ट डेटा और शॉर्ट सर्किट टेस्ट डेटा लेने दें मैंने कुछ किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग यहां सब कुछ गणना करें इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट डेटा मैंने इसे V A और लिया है W और शॉर्ट सर्किट डेटा मुझेV A और W में मिला है और यह LV की तरफ किया गया था और यह HV की तरफ से किया गया था तो आप इसके लिए स्पष्ट रूप से गणना कर पाएंगे ऐसा मानते हुए तथा भी इसी तरह हम प्राइमरीऔर माध्यमिक के लिए व्यक्तिगत रूप से गणना करने में सक्षम नहीं होंगे इसलिए हम जिस चीज की गणना करते हैं वो क्रमश तथा हैं इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसकी गणना नहीं करुँगी आप लोग गणना कर पाएंगे मैं केवल मान लिखूंगी और यह शायद एचवी की ओर से है और लगभग यह भी HV की ओर से है और मुझे 509 Ω चाहिए यह LV की तरफ से है इसलिए यदि हम आपसे समतुल्य परिपथ को आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से एक तरफ सब कुछ ले जा सकते हैं या तो LV की तरफ या HV की तरफ और 146 Ω आ रहा है यह भी LV की तरफ है अब जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है वह आधे लोड और यूनिटी पावर फैक्टर में दक्षता की गणना करना है ताकि जिससे की आप जैसे में कह रही हूँ वैसे गणना कर सकें कि आधे लोड पर कॉपर लॉस का मान होगा क्योंकि यह है इसलिए यह अनिवार्य रूप से होगा इसलिए यदि यह यूनिटी पावर फैक्टर है तो मुझे यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि kVA को आधा से गुणा किया जाएगा जो कि यूनिटी पावर फैक्टर द्वारा गुणा किया गया है यह पावर फैक्टर है यदि पावर फैक्टर था तो मुझे यह के बजाय लगाना चाहिए था इसलिए फिर से विभाजित करके मुझे कहना चाहिएW कॉपर लॉस है और है यह पहले से ही Watts के रूप में दिया गया है इसलिए यह है तो इससे मुझे लोड यूनिटी पावर फैक्टर पर दक्षता मिलेगी यदि मैंने आपसे गणना करने के लिए कहा उदाहरण के लिए लोड pf पर रेगुलेशन उदाहरण के लिए इसलिए लोड पर रेगुलेशन pf लेग उदाहरण के लिए इसलिए यदि यह पावर फैक्टर पिछड़ रहा है तो मैं कह सकती हूँ और होगा क्योंकि अगर यह 08 pf की बढ़त थी तो मुझे कहना चाहिए कि का मान होगा क्योंकि अनिवार्य रूप से क्यूंकि करंट कि दिशा वॉल्ट्ज के नीचे नहीं हो सकती यह वोल्टेज से ऊपर होगी अगर यह अग्रणी है तो इसी तरह से और आपको का मान धनात्मक मिलेगा जबकि का मान विपरीत चिन्ह का होगा इसलिए इसका उपयोग करते हुए आपको यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि केवल करंट है यह HV की ओर इसलिए मुझे A मिलेगा और A का आधा होगा इसलिए मुझे लिखने में सक्षम होना चाहिए यह वोल्टेज ड्रॉप होगा कि आपको इसे रेटेड वोल्टेज से विभाजित करना होगा रेटेड वोल्टेज V है अगर मैं उच्च वोल्टेज की ओर से सब कुछ ले रहा हूं तो आपको रेगुलेशन की गणना करने में भी सक्षम होना चाहिए